इस व्याख्यान में हम प्रोटीन द्वितीयक संरचनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए विकसित तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे अंतिम कक्षा में हमने नियमित द्वितीयक संरचनाओं के बारे में चर्चा की नियमित द्वितीयक संरचनाएं क्या हैं छात्र आवधिक अल्फा हेलिसेस बीटा स्ट्रैंड्स टर्न्स सही और अनियमित ढांचे हैं जिन्हें आप कॉइल कह सकते हैं सही अल्फा हेलिक्स कैसे बनते हैं छात्र i और i 4 द्वारा सही NH और CO समूहों के बीच हाइड्रोजन बांड द्वारा i 4 में मुख्य चेन में सही फिर यह अल्फा हेलिक्स तो आपके पास 2 अलग अलग प्रकार के हेलिसेस हैं 2 प्रकार के हेलिसेस क्या हैं छात्र 310 हेलिक्स 310 हेलिक्स और दूसरा pi हेलिक्स फिर बीटा स्ट्रैंड राइट आप NH और CO समूहों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं अब 2 प्रकार के बीटा स्ट्रैंड्स एक समानांतर है और दूसरा असमानांतर है और आप समानांतर और असमानांतर बीटा स्ट्रैंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न में अंतर देख सकते हैं फिर हमने टर्न्स के बारे में चर्चा की 3 अलग अलग प्रकार के टर्न्स और टाइप 1 टर्न्स बार बार प्रोटीन संरचनाओं में हो रहे हैं सही फिर हमने रामचंद्रन प्लॉट के बारे में चर्चा की रामचंद्रन प्लॉट क्या है छात्र यह phi और psi के बीच का प्लाट है प्लॉट को phi और psi को जोड़ता है सही और उसने 2 द्वितल कोण का उपयोग किया है phi कोण psi कोण सही द्वितल कोण प्राप्त करने के लिए कितने परमाणुओं की आवश्यकता होती है 4 परमाणु सही क्योंकि यह 2 प्लेन्स के बीच का कोण है सही परमाणु 1 2 3 और 1 प्लेन 2 3 और एक अन्य प्लेन है तो इन 2 प्लेन्स के बीच के कोण को कहा जाता है द्वितल कोण सही तो यहां प्रोटीन मुख्य श्रृंखला में आप देख सकते हैं कि 2 प्रकार के द्वितल कोण हैं एक phi और एक psi है phi एक रोटेशन है छात्र CN N और Cα सहीN Cα सही और psi Cα C है स्टूडेंट Cα मान ले एक और है जो एक पेप्टाइड है इसलिए रामचंद्रन ने इन परमाणुओं को कठोर गोले के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की और उन घुमावों को देखा जिन्हें अनुमति दी जाती है सही जो कि धारीदार बाधा से बचते हैं इसलिए इसके आधार पर उन्होंने उन क्षेत्रों की पहचान की जहां अल्फा हेलिसेस सही आबादी के साथ साथ बीटा स्ट्रैड्स के लिए अनुमति वाले क्षेत्र हैं इसलिए वह प्लॉट को सही तरीके से विकसित करता है और उस प्लॉट को रामचंद्रन प्लॉट कहा जाता है फिर यदि आपकी संरचनाओं जानते है हाइड्रोजन बंध पैटर्न के आधार पर प्रोटीन को तो कबास्च और सैंडर ने सही तरीके से एल्गोरिथम विकसित किया कौन सा एल्गोरिथम छात्र DSSP DSSP सही द्वितीयक संरचनाओं प्रोटीन का शब्दकोश प्रत्येक अवशेषों के लिए द्वितीयक संरचनाओं को असाइन करने के लिए फिर यदि आपके पास प्रायोगिक डेटा है तो हम द्वितीयक संरचनाओं के पूर्वानुमान के लिए अलग अलग मॉडल विकसित करने के लिए जानकारी का उपयोग कर सकते हैं कई तरीके हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की है सही इसलिए सबसे शुरुआती में से एक जो सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित है चाउ और फस्मान ने सबसे पहले उन्होंने प्रत्येक द्वितीयक संरचना में अमीनो एसिड के अवशेषों की वरीयता का विश्लेषण करने की कोशिश की वह कौन सा मूल्य है जो उसने विकसित किया है छात्र प्रवृत्ति प्रवृत्ति सही है कि प्रवृत्ति मूल्य कैसे प्राप्त करें छात्र तो विभाजन सही किसी भी अवशेष के लिए पहले सही तो किसी भी विशिष्ट पुष्टिकरण मै अल्फा हेलिक्स ni द्वारा विभाजित सही प्रोटीन के अवशेषों की संख्या है सही तो आप Nα देख सकते हैं जो कि अवशेषों की संख्या है सही यह N के लिए है तो यह किसी भी अवशेषों के लिए है i यहाँ यह पूरे प्रोटीन के लिए है जो किसी भी अवशेष i के लिए है जो अल्फा हेलिक्स के लिए पसंद करता हूं तो आप अल्फा हेलिक्स में कुल अवशेषों की संख्या के आधार पर एक उच्च मूल्यों को करते हैं सही तो सही है तो इसी तरह आप किसी भी विशिष्ट अवशेषों के लिए मूल्य प्राप्त कर सकते हैं यह केवल यह है कि i 20 अवशेषों के लिए है आप 20 अवशेषों के लिए मूल्य प्राप्त कर सकते हैं उस जानकारी से आप अवशेषों को देख सकते हैं सही कि क्या प्रवृत्ति एक से अधिक है या 1 से कम है यदि यह 1 से अधिक है तो इसे अल्फा हेलिक्स में पसंद किया जाता है यदि 1 से कम है तो यह अल्फा हेलिक्स में पसंद नहीं किया जाता है इसलिए आज हम उन अन्य तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में मैंने 5 अलग अलग तरीकों के बारे में चर्चा की है अन्य तरीके क्या हैं छात्र जानकारी यह सूचना सिद्धांत इसे GOR विधि और हाइड्रोफोबिसिस प्रोफाइल कहा जाता है छात्र MSA विभिन्न अनुक्रम संरेखण तंत्रिका नेटवर्क सही और सर्वसम्मति विधि सही संयुक्त तरीकों आप कह सकते हैं कि यह संरचना हम द्वितीयक संरचनाओं और इन विधियों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने के लिए विभिन्न अन्य तरीकों पर चर्चा करेंगे चाउ और फ़स्मान विधि के साथ एक सांख्यिकीय विश्लेषण है जिसे आप अनुक्रम की पहचान कर सकते हैं लेकिन सटीकता लगभग 60 प्रतिशत 55 से 60 प्रतिशत है इसलिए यहां उन्होंने प्रत्येक अवशेष की प्रवृत्ति को किसी भी द्वितीयक संरचना में या तो अल्फा हेलिक्स या बीटा स्ट्रैंड के रूप में माना अब उस जानकारी के साथ गार्नियर ओस्गुथोरपे और रॉबसन Garnier Osguthorpe and Robson सही हैं वे केंद्रीय अवशेषों के साथ साथ पड़ोसी अवशेषों के लिए जानकारी का उपयोग करने का प्रयास करते हैं इसकी आवश्यकता क्यों है क्योंकि कुछ खंड कहते हैं कि कोई भी पेंटेप्टेपिड्स या एक्सपेप्टाइड्स या यहां तक कि टेट्रा पेप्टाइड्स हैं वही पेप्टाइड्स जो विभिन्न द्वितीयक संरचनाओं को तरीके से अपना सकते हैं सही उदाहरण के लिए यदि आप एक खंड AEIVK देखते हैं तो वे हेलिक्स में हो सकते हैं वे स्ट्रैंड में भी हो सकते हैं इस मामले में यदि आप इस सेगमेंट का उपयोग करते हैं तो हेलिक्स में एक उच्च प्रवृत्ति एक स्ट्रैंड है जिसे भेद करना मुश्किल हो सकता है इसलिए गार्नियर वे केंद्रीय अवशेषों के साथ साथ केंद्रीय अवशेषों के आस पास होने वाले अवशेषों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं इसलिए वे जानकारी एकत्र करते हैं उदाहरण के अगर यह केंद्रीय अवशेष है तो वे उदाहरण के लिए हेलिक्स में उस विशेष अवशेष आइसोलूसीन की प्रवृत्ति पर विचार करते हैं और पड़ोसी अवशेषों के केंद्रीय अवशेषों के दोनों तरफ के पड़ोसी अवशेषों के बारे में देखते हैं इसलिए वे किसी प्रकार की आवृत्ति मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं और भविष्यवाणी के लिए जानकारी का उपयोग करते हैं सही क्योंकि वे कई जानकारी का उपयोग करते हैं वे इस सिद्धांत को सूचना सिद्धांत कहते हैं क्योंकि वे उस विशेष अवशेषों की जानकारी के आधार पर विधि विकसित करते हैं वे केंद्रीय अवशेषों पर विचार करते हैं और वे बाईं ओर से 8 पड़ोसियों अवशेष का उपयोग करते हैं और फिर दाईं ओर दाईं ओर ड्राइविंग अवशेषों की संख्या हो सकती है यह निर्भर करता है कि हम किसी भी विंडो की लंबाई का उपयोग कर सकते हैं और अंत में देख सकते हैं कि कौन सी विंडो की लंबाई इष्टतम उच्चतम प्रदर्शन प्रदान करती है फिर आप इसे सही से कर सकते हैंठीक आप इसे 3 5 7 का उपयोग कर सकते हैं कई विंडो की लंबाई है सही और उच्चतम प्रदर्शन के साथ विंडो की लंबाई प्राप्त करने के लिए अनुकूलित कर सकते हैं तो वे 8 पड़ोसियों के साथ 8 पड़ोसियों अवशेष का उपयोग करते हैं विंडो की लंबाई क्या होगी छात्र 17 17 सही क्योंकि 8 प्लस 1 प्लस 8 सही यह एक केंद्रीय है यह बाईं तरफ है यह दाएं तरफ सही N टर्मिनल C टर्मिनल पक्ष है तो 17 अवशेष और वे 4 अलग अलग स्टेट्स को मानते हैं सही वे हेलिक्स स्ट्रैंड टर्न और कॉइल पर विचार करते हैं इसलिए 4 अलग अलग स्टेट्स पर वे विचार करते हैं कि वे कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं इसलिए वे उस फॉर्मूले को विकसित करते हैं जिससे मैं सूचना सामग्री प्राप्त कर सकूं किसी भी द्वितीयक संरचना के लिए सही और किसी विशेष अवशेष के लिएसही यहाँ आप किसी भी अवशेषों को देख सकते हैं उदाहरण के लिए यह कोई भी द्वितीयक संरचना हो सकती है यह X यह हेलिक्स हो सकता है सही तो हेलिक्स में उन विशेष अवशेषों को वरीयता देना जो कि हेलिक्स में नहीं हैं यह सही है यह नकारात्मक है जो कि ऐसे अवशेष हैं जो विशेष रूप से द्वितीयक संरचना में नहीं हैं इसलिए वे इस जानकारी का उपयोग कैसे करें इस विशेष सूत्र में इस का एक लघुगणक है कि किसी विशेष अवशेष के हेलिक्स में होने की संभावना है सही यह उदाहरण के लिए है यदि आप हेलिक्स लेते हैं और अवशेषों की संभावना जो नहीं है हेलिक्स मै माइनस में क्योंकि यह केवल उस विशेष अवशेष के लिए माना जाता है अब हमारे पास चाउ और फेसमैन की तरह हमें पूरे प्रोटीन के साथ सामान्य करना होगा तो इस मामले में पूरे प्रोटीन वे हेलिक्स में अवशेषों और अवशेषों को लेते हैं जो हेलिक्स में नहीं होते हैं इसलिए किसी विशेष द्वितीयक संरचना के साथ किसी भी अवशेष के लिए वे जानकारी का उपयोग करने की कोशिश करते हैं और चाहे वह अवशेष सही रूप से अन्य द्वितीयक संरचनाओं पर विशेष रूप से द्वितीयक संरचना के साथ साथ उस द्वितीयक संरचना पर उस विशेष द्वितीयक संरचना से अधिक पसंद करते हैं तो यहाँ आप इस एक SSi एक द्वितीयक संरचना है i स्थिति पेअनुक्रम में और X कोई भी द्वितीयक संरचना है आप 4 अलग द्वितीयक संरचनाओं सही हेलिक्स स्ट्रैंड एक कोइल और टर्न्स है और aa का मतलब है किसी भी अमीनो एसिड अवशेषों के लिए कि आप इस समीकरण का उपयोग किसी भी अवशेषों की वरीयता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं तो वे कैसे संभाव्यता को प्राप्त करते हैं सही संभाव्यता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी क्या है छात्र घटना हमें प्रायोगिक डेटा की आवश्यकता है क्योंकि यदि आपके पास केवल अनुक्रम हैंसही यदि आप केवल UniProt अनुक्रमों को जानते हैं तो हमें नहीं पता है कि क्या वे अलनीने अवशेषों को पसंद करते हैं यहां तक कि हेलिक्स या स्ट्रैंड भी पसंद करते हैं इस मामले में हमें प्रयोगात्मक डेटा की आवश्यकता नहीं है इसलिए उन्होंने ज्ञात द्वितीयक संरचना जानकारी के साथ प्रयोगात्मक डेटा एकत्र किया उदाहरण के लिए संरचनाओं को जाना जाता है तब आप DSSP का उपयोग कर सकते हैं यह हाइड्रोजन संबंध जानकारी और द्वितीयक संरचनाओं को असाइन कर सकता है DSSP 8 वर्गीकरण का उपयोग करता है लेकिन हम सभी हेलिसेस को एक हेलिक्स के रूप में मिलाकर 4 वर्गों में सरल बना सकते हैं जैसे अल्फा हेलिसेस pi हेलिसेस और 310 हेलिसेस एक समूह को एक हेलिक्स कहते हैं इसलिए वे प्रोटीन को ज्ञात द्वितीयक संरचनाओं के साथ मानते हैंसही दूसरा असाइनमेंट है तो सही हम जानते हैं कि असाइनमेंट जैसे आप अनुक्रम जानते हैं और प्रत्येक अनुक्रम के लिए हम जानते हैं कि द्वितीयक संरचना असाइनमेंट विशेष अवशेष हेलिक्स या स्ट्रैंड या कॉइल से संबंधित है या फिर हम विंडो भागों में से प्रत्येक में प्रत्येक अमीनो एसिड की आवृत्ति की गणना करें सही उदाहरण के लिए यदि आपके पास विंडो भाग 17 है तो x x 1 x 2 x 3 और इतने पर अवशेषों की प्राथमिकता क्या है इसी तरह x 1 x 2 और x 3 तो उनके पास 17 अवशिष्ट स्थान हैं और प्रत्येक द्वितीयक संरचनाओं के लिए प्रत्येक अमीनो एसिड की आवृत्ति की गणना है सही तो वे कुछ मैट्रिक्स विकसित कर सकते हैं तो आप 17 को 20 मैट्रिक्स से देख सकते हैं यहां 17 का क्या मतलब है छात्र विंडो ये स्थिति में 17 स्थान हैं सही और 20 का मतलब हैं छात्र 20 अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड सही वे गणना कर सकते हैं इसलिए अब वे इस मैट्रिक्स का उपयोग संभावना और साथ ही सूचना सामग्री की गणना करने के लिए करते हैं क्योंकि इस मैट्रिक्स में विभिन्न पदों पर किसी विशेष अवशेष की वरीयता के बारे में जानकारी है जो कि 17 पदों पर है सही इसलिए इस मैट्रिक्स का उपयोग किसी भी नए अवशेष की संभावना को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है जो कि द्वितीयक संरचना के आधार पर विशेष स्थिति में हो इसलिए अब वे प्रत्येक राज्य के लिए कुल सूचना सामग्री की गणना करते हैं उदाहरण के लिए वे जिस हेलिक्स का उपयोग करते हैं वह जानकारी है हेलिक्स में नहीं रहने की तुलना में उस विशेष अवशेषों को हेलिक्स में रखने की क्या प्राथमिकता है वे स्ट्रैंड के लिए भी ऐसा ही करते हैं और आप टर्न के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं और कॉइल के लिए भी तब आपको कितने मूल्य मिलेंगे छात्र 4 मूल्य 4 मूल्य सही यदि आपके पास 4 सेकंड द्वितीयक संरचना हेलिक्स स्ट्रैंड टर्न या कॉइल है तो हमें 4 अलग अलग मूल्य मिलते हैं यहां एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स 4 मिलेगा और वे इसे 4 लेते हैं और इसमें से जो एक पसंदीदा द्वितीयक संरचना है छात्र अधिकतम इन X1 X2 X3 X4 में से अधिकतम सही यह आपको पसंदीदा द्वितीयक संरचना देगा यह गार्नियर पद्धति में उपयोग किया जाने वाला सिद्धांत है मैं एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा उदाहरण के लिए यदि आपके पास 1800 अवशेषों के साथ प्रोटीन है या 1800 अवशेषों के साथ प्रोटीन का एक सेट है तो 810 हेलिक्स में हैं और 990 हेलिक्स में नहीं हैं इसका मतलब है 990 अलग अलग द्वितीयक संरचनाओं में फैले हुए हैं जो या तो स्ट्रैंड या कॉइल या मोड़ हैं फिर आप विशेष रूप से अलैनिन में देखते हैं तो यह है कि 300 alanine उदाहरण के लिए यह है सही यह सही संख्या नहीं है यह मैं उदाहरण के लिए डाल दिया है तो 210 हेलिक्स में और 90 हेलिक्स में नहीं हैं इस जानकारी का उपयोग करके हम सूचना सामग्री को उदाहरण के लिए ठीक से प्राप्त कर सकते हैं विशेष रूप से हेलिक्स में अवशेष अवशेषों की संभावना यह हेलिक्स में एलैनिन है सही क्या संभावना है पूरी तरह से कितने अवशेष छात्र 300 300 एलानाइन सही वे हम एलानाइन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए 300 एलानाइन हेलिक्स में कितने एलानिन छात्र 210 तो यह आप अनुपात की गणना कर सकते हैं यह 07 है तो आप उसी अवशेष एलानिन को देख सकते हैं जो हेलिक्स में नहीं है शायद यह हेलिक्स में नहीं है यह नकार है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं कि हेलिक्स में कितने हेलिक्स या कितने एलानिन हैं छात्र 90 90 सही वे 90 के लिए कुल 300 अवशेषों से विभाजित हैं तो यहाँ आप alanine की संभावना की गणना कर सकते हैं जो सिर्फ 03 हेलिक्स में नहीं हैं सही अब यह एक विशेष अवशेष के लिए है फिर पूर्ण अवशेषों के साथ जाएं पूर्ण प्रोटीन सही सभी अवशेषों को सही तो यहाँ अगर यह किसी भी द्वितीयक स्टेट हेलिक्स का कहना है हेलिक्स में कितने अवशेष हैं छात्र 810 810 सही है अगर आप 810 लेते हैं तो कुल अवशेष 1800 के साथ सामान्य करें यह 045 होगा अब यह कि कितने अवशेष जो हेलिक्स में नहीं हैं तो आप इस 055 पर 1800 द्वारा विभाजित 990 देख सकते हैं हम इस जानकारी का उपयोग अल्फ़ाइन हेलिक्स में होने की संभावना को प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं सही इसे सूचना सामग्री कहा जाता है तो आप हेलिक्स में ऐलेनिन की संभावना देख सकते हैं जिसे 07 द्वारा लॉगरिदमिक 03 के रूप में दिया जाता है यह ऐलेनिन के लिए है और यहाँ यह संपूर्ण प्रोटीन के लिए है तो अब यदि आप इसकी गणना करते हैं तो यह 0847 माइनस के बराबर है यह लघुगणक 02 है इसलिए यदि आप अंत में घटाते हैं तो हमें 1047 का मान मिलता है इस संख्या से हम कह सकते हैं कि यह अलैनिन हेलिक्स में रहना पसंद करता है या नहीं कहना पसंद करता है कि यह हेलिक्स है या नहीं छात्र हाँ हा सही है यदि मान 0 से अधिक है तो यह हेलिक्स होना पसंद करता है यदि यह 0 से कम है तो इसे हेलिक्स में पसंद नहीं किया जाता है उदाहरण के लिए यदि आपके पास 300 अवशेष 300 एलानियां हैं तो 150 हेलिक्स और 150 हेलिक्स में नहीं हैं इसी तरह 1800 आप 900 और हेलिक्स डाल सकते हैं और 900 हेलिक्स में नहीं उदाहरण के लिए यदि आप इसे 900 के रूप में रखते हैं तो यह 900 के रूप में यहाँ भी अगर आप 150 150 डालते हैं तो तो हमें जो मूल्य मिलता है छात्र 05 इस का लघुगणक होगा छात्र 05 सही 1 माइनस ln 1 का यह 0 होगा इसलिए अगर समान रूप से पसंद किया जाता है जो कि केवल 150 150 यदि अनुपात समान है सही तो समान संख्या नहीं है सही उदाहरण के लिए यहां 100 और 200 इसी तरह यहां भी अगर आपको 2 का अनुपात 3 लगता हैसही तो जुर्माना तो यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें 0 का मान मिलेगा यह आपको बताएगा कि क्या यह बेतरतीब ढंग से वितरित किया गया है इसका मतलब है कि वितरण पूर्ण प्रोटीन स्तर के साथ साथ किसी भी अवशेष स्तर का है तो 0 का मान प्राप्त होगा इसलिए यदि यह 0 से अधिक हैसही तो हम देखेंगे कि यह पसंदीदा लोगों का है यदि 0 से कम है तो आप कर सकते हैं विशेष रूप से द्वितीयक संरचना में इसे पसंद न करें इसलिए यहां मैं मैट्रिक्स को एक उदाहरण दिखाता हूं तो यह अल्फा हेलिक्स के लिए एक मैट्रिक्स है जिसे आप देख सकते हैं यह अल्फा हेलिकल कंफॉर्मेशन है तो यह एक केंद्रीय स्थिति है तो उन्होंने कितने विंडो लंबाई का उपयोग किया छात्र 17 17 है सही तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 मान इसी तरह यहां भी प्राप्त कर सकते हैं तो 8 इसलिए 8 प्लस 8 16 प्लस केंद्रीय 1 यह 17 के बराबर है यह उदाहरण के लिए j 8 से j 8 तक भिन्न होता है यदि यह है एक अनुक्रम AIKTSV सही इसलिए यदि आप इसे लेते हैं तो यह एक केंद्रीय अवशेष j है यह j 1 है यह j 1 है और इसी तरह ओर है सही आप इस तरफ 8 7 अवशेष देख सकते हैं और7 अवशेष 8 अवशेष यहाँ और 8 अवशेष वहाँ एक मैट्रिक्स है यदि आप मैट्रिक्स देखते हैं तो हम सही स्थान पर इकट्ठा होने के लिए कुछ विशिष्ट अवशेषों की वरीयता देख सकते हैं जो अवशेषों को jth में पसंद किया जाता है इसलिए यदि आप उस प्लस को देखते हैं जिसे आप पसंद करते हैं तो आप यहां प्लस मान देख सकते हैं तो यह प्लस वैल्यू है जो कि ऐलेनिन से मेल खाती है यह 65 है इसलिए यहां 14 यह वैलिन से मेल खाती है और यहां 32 यह ल्यूसीन से मेल खाती है तो आप यहाँ ग्लूटामिक एसिड देख सकते हैं यह ग्लूटामिक एसिड है तो यह 78 ग्लू है तो इसमें से कौन से अवशेष केंद्रीय स्थान पर पसंद किए जाते हैं अलैनिन वेलिन Alanine valine छात्र वैलेन ग्लाइसिन ग्लूटामिक एसिड यह प्रवृत्ति के समान है जो हमें प्राप्त होती है छात्र चौ फस्मान चाउ और फ़ास्मन कल हमने पिछली कक्षा पर चर्चा की थी जिसमें हमने अवशेषों के होने के बारे में चर्चा की थी सही आप इन अवशेषों की प्राथमिकता कह सकते हैं कि ग्लूटामिक एसिड ऐलेनिन वेलिन ल्यूसीन वे गैर अल्फा हेलिक्स होना पसंद करते हैं इस मामले में वरीयता चाउ फेसमैन पद्धति से सहमत है इसलिए वे डेटा ठीक लग रहे हैं अब यहाँ उन्होंने उदाहरण के लिए पड़ोसी अवशेषों के बारे में और जानकारी जोड़ी j 1 j 2 और देखें कि कुछ मामले हैं उनकी कोई प्राथमिकता नहीं है और कुछ मामले आप वरीयताओं को देख सकते हैं कहें कि ग्लाइसिन किसी भी स्थिति में पूरी तरह से यादृच्छिक पर पसंद नहीं किया जाता है हम देखते हैं कि एलैनिन जे के साथ साथ अन्य पदों पर वरीयता है और कुछ मामलों में आप देख सकते हैं कि कुछ पदों पर वरीयता अन्य पदों पर नहीं है तो जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस मैट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं तो उन्होंने कितने मैट्रिक्स निकाले यह हेलिक्स के लिए है छात्र 4 हेलिक्स के लिए 4 मैट्रिक्स एक सही स्ट्रैंड के लिए एक और टर्न और कॉइल तो अब आपके पास अनुक्रम है तो यह अमीनो एसिड अनुक्रम है और हम गार्नियर का उपयोग करके जानकारी सामग्री कैसे प्राप्त करते हैं और वे भविष्यवाणी करने के लिए डेटा को कैसे स्थानांतरित करते हैं द्वितीयक संरचना की उदाहरण के लिए यदि आप केंद्रीय अवशेष threonine लेते हैं तो ये अलग अलग विंडो हैं जिन्हें आप 17 अवशेष विंडो देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक है सही तो 17 अवशेष और आप तालिका से मानों को प्रतिस्थापित करते हैं उदाहरण के लिए यदि अल्फा हेलिक्स टी टी केंद्रीय एक के लिए थ्रेओनीन का मूल्य क्या है T यहाँ है यह एक केंद्रीय मान है यह 26 सही के बराबर है आपको यहाँ 26 मिला है फिर इस जे 8 सही जे 8 को लें जो मेथिओनिन को अवशेषित करता है तो एक मेथियोनीन मेथिओनिन के साथ जाएं यहां यह जे 8 यह 10 है मान 10 डालें यह जे 7 है जे 7 वैलाइन है यदि आप यहां देखते हैं कि वेलिन जे 7 जो 0 के बराबर है वह बराबर है करने के 0 लिए फिर j 8 j 8 के साथ जाओ lysine है तो अगर हम लाइसिन देखते हैं कि लाइसिन के लिए 3 अक्षर कोड क्या है छात्र लिस ठीक है यह यहाँ है तो लाइसिन यहाँ है तो ये मान 0 हैसही यह 0 इसलिए हमारे पास 17 पदों के लिए 17 मान हैं जो कि गार्नियर और चौ और फासमैन के बीच का अंतर है चाउ और फ़स्मान में केवल 3 का उपयोग करते हैंसही इसलिए मुझे सभी नंबरों के मूल्य और योग मिलते हैं फिर हमें विंडो लंबाई में मान मिलेगा सही तो यह सही नहीं है इसलिए उदाहरण के लिए आपने इसे उदाहरण के लिए 4 रखा है सही इसलिए यदि आप इन नंबरों से बाहर हैं उदाहरण के लिए यदि आप कहते हैं कि मान 4 है अब यह हेलिक्स के लिए होना पसंद करता है लेकिन हम यह नहीं जानते कि क्या अल्फा हेलिक्स अन्य दूसरे रीक्रिएशंस की तुलना में पसंद करता है उदाहरण के लिए यदि हमें बीटा शीट 15 या 20 मिलती है सही इसका मतलब है कि बीटा स्ट्रैंड के लिए प्राथमिकता अल्फा हेलिक्स से अधिक है तो इस मामले में हमें क्या करना है छात्र हमें दोहराना है हमें अलग अलग द्वितीयक संरचनाओं के लिए इसे दोहराना होगा हेलिक्स के लिए स्ट्रैंड कॉइल और टर्न के लिए करना चाहिए तो हमें 4 नंबर मिलते हैं 4 नंबरों में से सबसे अच्छा चुनें और असाइन करें ये अवशेष एक अल्फा हेलिक्स है इसी तरह आप सभी अनुक्रमों के लिए मान निर्दिष्ट कर सकते हैं और हम उस प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त करते हैं जो आप विभिन्न द्वितीयक संरचनाओं में नहीं कह सकते और अंत में हम कुछ सुधार कर सकते हैं सही उदाहरण के लिए 6 या 7 अवशेष हैं जो लगातार भविष्यवाणी की जाती है कि बीच में एक स्ट्रैंड है तो आप ले सकते हैं इस पूरे खंड में एक हेलिक्स है जिसे हम तुलना में कुछ अंत सुधार कर सकते हैं इस मौसम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रायोगिक आंकड़ों के साथ मैं भी लगभग 65 प्रतिशत सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकता हूं तो फिर अन्य तरीके हम हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफाइल के बारे में बात कर सकते हैं तो हाइड्रोफोबिसिस प्रोफ़ाइल क्या है हमने पहले की कक्षाओं पर चर्चा की हाइड्रोफोबिसिस प्रोफाइल क्या है विद्यार्थी अमीनो एसिड को हाइड्रोफोबिसिटी मान से जोड़ने वाला प्लॉट हाइड्रोफोबिसिटी मानों के संबंध में एमिनो एसिड अवशेषों को जोड़ने वाला एक प्लॉट है आप किसी भी हाइड्रोफोबिसिटी स्केल का उपयोग कर सकते हैं जो मैं एक विशेष पैमाने के बारे में चर्चा करूंगा यहां आप देख सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक अवशेषों में अधिक मूल्य हैं और ध्रुवीय अवशेषों में कम मूल्य हैं इसलिए इन प्लॉटों को सही मानकर हम एक ऐसा पैटर्न देख सकते हैं जिसमें उन्होंने हेलिक्स या स्टैंड या कॉइल के लिए कुछ विशिष्ट पैटर्न की पहचान की है या जब हम हेलिसेस 36 अवशेषों को प्रति मोड़ जानते हैं और यदि यह अवशेष एम्फीपैथिक में हैं तो 2 2 चरणों में फैलेसही फिर एक चरण में 2 और दूसरे चरण के आधार पर उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार के पैटर्न निकाले यह तभी काम कर सकता है जब हेलिसेस प्रकृति में एम्फीपैथिक हों हेलिसेस एम्फीपैथिक नहीं हैं तो हम इस पैटर्न को नहीं देख सकते हैं इस मामले में आप तरीके से विफल हो जाएंगे सही इस मामले में हमें अधिक जानकारी जोड़ने की आवश्यकता है सही लेकिन अगर हेलिसेस प्रकृति में एम्फीपैथिक हैं तो हम पैटर्न के आधार पर हेलिकल सेगमेंट को आसानी से पहचान सकते हैं आमतौर पर सभी प्रोटीन संरचनाओं में लगभग 70 75 प्रतिशत अवशेष या एम्फीपैथिक सही हेलिसेस होते हैं इसलिए वे खंडों की पहचान करने में सक्षम हो सकते हैं फिर हम बीटा स्ट्रैंड के लिए जाते हैं बीटा स्ट्रैंड बीटा स्ट्रैंड के दो अलग अलग प्रकार हैं कुछ बीटा स्ट्रैंड्स यह पूरी तरह से सही बुरीद हैं क्योंकि जो अवशेष बुरीद किए गए हैं वे प्रकृति में अत्यधिक हाइड्रोफोबिक हैं तो मुख्य रूप से यदि आप हेलिसेस और स्ट्रैंड्स की तुलना करते हैं तो हेलिक्स की तुलना में स्ट्रैंड्स अधिक हाइड्रोफोबिक हैं तो ये अवशेष जो स्ट्रैंड्स हैं वे अत्यधिक हाइड्रोफोबिक हैं और दूसरा एक बीटा स्ट्रैंड भी एम्फीपैथिक प्रकृति में हैं इस मामले में आप 2 चरण कह सकते हैं और एक चरण आप हाइड्रोफोबिक अवशेषों को देख सकते हैं और दूसरे चरण में आप हाइड्रोफिलिक अवशेषों को देख सकते हैं यदि यह एम्फीपैथिक प्रकृति या उजागर बीटा स्ट्रैंड है तो आप पैटर्न देख सकते हैं जो इस आकृति में दिखाए गए हैं यह वही पैटर्न है जिसे आप देख सकते हैं दूसरी ओर अगर अवशेष बुरीद में हैं और बीटा स्ट्रैंड के विरूपण को अपनाते हैं तो आप एक पैटर्न देख सकते हैं जो आकृति d में दिखाया गया है सही हम अधिकांश अवशेष देख सकते हैं जो अत्यधिक हाइड्रोफोबिक हैं तो अब यदि आपके पास हेलिक्स के लिए पैटर्न हैं तो स्ट्रैंड्स के स्थान के आधार पर स्ट्रैंड के लिए दो अलग अलग पैटर्न हैं चाहे वह हेलिक्स में हो चाहे हेलिक्स नहीं हो चाहे उजागर बीटा स्ट्रैंड में या दफन बीटा स्ट्रैंड में अब केवल टर्न्स के लिए एक और मामला है आम तौर पर टर्न्स हाइड्रोफिलिक होते हैं जैसे लूप्स की तरह क्योंकि वे ध्रुवीय अवशेषों के साथ समायोजित होते हैं इस मामले में आप अवशेषों का एक खिंचाव देख सकते हैं जो कम हाइड्रोफोबिक हैं इसलिए यदि उन्होंने इस प्रकार के रेखांकन को ज्ञात जानकारी और भौतिक आधारों के आधार पर बनाया है कि ये प्रोटीन कैसे मोड़ते हैं और द्वितीयक संरचनाओं में इन विभिन्न अवशेषों की क्या प्राथमिकता है यह एक सांख्यिकीय विश्लेषण नहीं है यह विशेषताओं पर आधारित है प्रोटीन संरचनाओं में अवशेष इसलिए यदि आपके पास उदाहरण के लिए कोई अनुक्रम है यदि हमारे पास अनुक्रम है तो अब हम एक प्रोफ़ाइल बना सकते हैं और यदि आपके पास प्रोफ़ाइल है तो उस प्रोफ़ाइल से आप उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जिनमें से कोई भी पैटर्न है अब यदि आप किसी विशिष्ट पैटर्न की पहचान करते हैं तो आप कह सकते हैं कि यह हेलिक्स हो सकता है और यह स्ट्रैंड हो सकता है और यह कॉइल या बुरीद बीटा स्ट्रैंड या उजागर बीटा स्ट्रैंड और इतने पर हो सकता है यह एक ऐसा तरीका है जिसमें विभिन्न विधियाँ भी हैं जिनका उपयोग हाइड्रोफोबिसिटी के आधार पर सही दूसरी संरचना की भविष्यवाणी के लिए किया जा सकता है क्योंकि यह एक एकल अवशेष हाइड्रोफोबिसिटी है और आप अवशेषों के कुछ खिंचाव देख सकते हैं जैसा कि हमने पहले वर्गों में चर्चा की थी एक अवशेष है जिनका अलग अलग मूल्य है तो फिर आपको पैटर्न नहीं मिलेगा पैटर्न उन का होगा इस मामले में आप औसत मान प्राप्त कर सकते हैं और दूसरी संरचनाओं को भविष्यवाणी करने के लिए सही औसत मूल्य का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं तो हम बताएंगे कि कैसे करना है उदाहरण के लिए किसी भी क्रम के लिए यदि आपके पास एक अनुक्रम है तो आप विभिन्न विंडो लंबाई बना सकते हैं उदाहरण के लिए यदि यह 8 अवशेषों की विंडो लंबाई लेता है तो 1 से 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और मान i के बराबर बराबर है 1 के n तक hi से n hi से n होता है hi क्या है छात्र हाइड्रोफोबिसिटी यह एक हाइड्रोफोबिसिटी मान है तो आपको प्रत्येक अवशेष के लिए हमारे पास मूल्य है जो यहां दिया गया है मानों को असाइन करें और मान जोड़ें और एन द्वारा विभाजित करें तो इस खंड के बराबर इस 8 अवशेष खंड n के बराबर 8 आप कर सकते हैं सही इसलिए हमें अलग अलग मूल्य मिलते हैं और आप इन मूल्यों का उपयोग द्वितीयक संरचनाओं में डाल सकते हैं कि यह कैसे करना है और इन खंडों को कैसे असाइन करना है इस मामले में हम एक प्रोटीन देखते हैं और यदि आपको अमीनो एसिड अनुक्रम मिलता है तो यह देखना संभव है कि इस अवशेषों में अधिक अल्फा हेलिसेस हो सकते हैं या अधिक बीटा शीट में हेलिक्स और स्ट्रैंड्स का मिश्रण हो सकता है यह कैसे करना है अगर हमारे पास एक अनुक्रम है और हमारे पास पैटर्न है सही तो यह हेलिक्स के लिए एक पैटर्न है और देखें कि इस पैटर्न के कितने पैटर्न हैं जो किसी भी क्रम को लेते हैं सही और एक प्लॉट बनाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इस प्रकार के कितने सेगमेंट हैं फिर पहले से ही हमने अवशेषों चाउ और फ़स्मान पद्धति की वरीयता के बारे में चर्चा की तो हम जानते हैं कि अल्फा हेलिक्स में कुछ अवशेष पसंद किए जाते हैं यदि आप न्यूनतम 4 अवशेषों को लेते हैं जो एक तुरंस से मेल खाते हैं और कहते हैं कि सभी 4 अवशेषों को एलेनिन वैलीन ग्लूटामिक एसिड जैसे पसंदीदा अवशेषों के साथ समायोजित किया गया है तो आप कितने खंडों में अवशेषों की वरीयता प्राप्त कर सकते हैं और कितने विशेष प्रोफ़ाइल और पसंदीदा अवशेषों के साथ ओवरलैप हो सकते हैं वे कई पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं तब आप देख सकते हैं कि यह प्रोटीन मुख्य रूप से बहुत सारे हेलिसेस हैं इस मामले में सभी द्वितीयक संरचनाओं को करने के बजाय हेलिकल खंडों की पहचान करना हैठीक यह पहला और दूसरा मामला वे स्ट्रैंड्स के लिए भी एक ही पैटर्न करेंगे और देखेंगे कि कितने खंडों में उजागर बीटा स्ट्रैड और बुरीद बीटा स्ट्रैड शामिल हैं चाउ और फेसमैन मापदंडों का उपयोग करता है तो हम जानते हैं कि बीटा स्ट्रैंड में पसंदीदा अवशेष केवल पसंदीदा अवशेषों को लेते हैं और 4 अवशेषों के एक सेगमेंट को देखते हैं और फिर देखते हैं कि आप कितने अवशेषों को पसंदीदा अवशेषों का उपयोग करके पहचान सकते हैं फिर हमें इन दोनों की तुलना करते हुए इन सेगमेंट की संख्या मिलती है अगर यह बहुत अधिक हावी है हेलिकल खंडों में हम देखते हैं कि प्रोटीन में मुख्य रूप से हेलिसेस हैं यदि इसमें मुख्य रूप से बीटा स्ट्रैंड की संख्या अधिक है और आप देख सकते हैं कि इस प्रोटीन में मुख्य रूप से बीटा स्ट्रैंड हैं और कुछ मामलों में हम दोनों 10 स्ट्रैंड्स सेग्मेंट और फिर 15 बीटा स्ट्रैंड एक हेलिकल सेगमेंट होंगे इस मामले में आप देख सकते हैं कि इन प्रोटीनों में दोनों का मिश्रण है जो हम देखेंगे फिर अगर हम एक प्रोटीन देख सकते हैं जो हेलिसेस पर हावी है तो हम देखते हैं कि कई हेलिकल सेगमेंट होंगे तो हेलिकल सेगमेंट की पहचान करने के लिए कि पहले क्या करें हमें 8 अवशेषों की खिड़की की लंबाई मिलती है और एक प्लाट का निर्माण होता है आप देख सकते हैं ये 2 अलग अलग प्रोटीनों के लिए 2 अलग अलग उदाहरण हैं तो यहाँ एक्स अक्ष अनुक्रम 1 का मतलब है कि 1 का मतलब है 1 से 8 की औसत 1 से 8 2 का मतलब औसतन 2 से 9 और y अक्ष का हाइड्रोफोबिसिटी मान औसत मूल्य है और यदि आप प्लॉट बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कई चोटियाँ हैंसही कई चोटियाँ हैं और यदि आप इन चोटियों को देखते हैं तो उनमें से कुछ औसत से बहुत ऊँची हैं उदाहरण के लिए यह ऊँची चोटी है और कुछ चोटियाँ हैं जो यहाँ सिर्फ औसत कम चोटियों के बारे में कम हैं इसलिए यदि आप इन दो चोटियों को देखते हैं और ज्ञात संरचनाओं की तुलना करते हैं तो आप देखते हैं कि एक लंबा खंड होगा जो ऊंची चोटियों और छोटे खंडों में निचले खंडों से मेल खाता है तो फिर हम उदाहरण के लिए देखते हैं आप यह उदाहरण के लिए 251 के साथ एक क्षेत्र है तो आप देख सकते हैं कि यह 251 से 258 के लिए एक साधन है यह हेलिक्स से संबंधित है उदाहरण के लिए निचली चोटी है यह 202 है यह मेल खाती है एक छोटे हेलिक्स से मान लेते है 4 अवशेष तो क्या हम 205 वाँ द्वितीयक संरचना प्रदान करते हैं और फिर हम n स्थिति में पसंदीदा अवशेषों के आधार पर n खंडों को परिष्कृत करने के लिए संशोधन कर सकते हैं N स्थिति पे और C पदों के साथ साथ पैटर्न जहां उनके पास इस प्रकार के पैटर्न हैं सहीवहां से आप उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो आप के हेलिकल सेगमेंट के हैं तो पहले हमें क्या करना है पहले आपको यह देखना होगा कि क्या हेलिकॉप्टरों में प्रोटीन का वर्चस्व है या बीटा स्ट्रैड पर हावी है या दोनों सही हैं उसको कैसे करे छात्र 4 अवशेष ले लो 4 अवशेष सेगमेंट लें और देखें कि आप कितने सेगमेंट को पसंदीदा अवशेषों के साथ साथ हेलिसेस में पैटर्न का उपयोग करके पहचान सकते हैं स्ट्रैंड के लिए हेलिक्स की जाँच करें उदाहरण के लिए हेलिक्स में 25 हैं स्ट्रैंड में 2 हैं तो यह प्रोटीन अल्फा हेलिक्स प्रोटीन से संबंधित है जिसे आप अल्फा हेलिक्स को पूर्वनिर्मित कर सकते हैं यदि बीटा स्ट्रैंड 20 है और हेलिक्स 3 है तो हम इन प्रोटीनों को बीटा स्ट्रैंड में मुख्य रूप से प्रभावी कह सकते हैं यदि हेलिक्स 10 स्ट्रैंड के बराबर 15 सही या इसके ठीक विपरीत है तो आप कह सकते हैं कि इसमें दोनों का मिश्रण है यदि यह हेलिक्स है तो हम हेलिकल सेगमेंट से निपटते हैं हम स्ट्रैंड के बारे में परेशान नहीं करते हैं तो औसत प्रोफ़ाइल दो समूहों में बनाते हैं एक उच्च चोटी और कम चोटी है लंबे खंडों के लिए उच्च शिखर किस्में छोटे खंडों के लिए कम शिखर किस्में हैं और हम एन सुधारों को पेचदार स्थिति क्षेत्र बना सकते हैं तो बीटा स्ट्रैंड के लिए यह आपका उदाहरण है तो यहां हम विंडो की लंबाई 4 अवशेषों का उपयोग करते हैं क्योंकि शॉर्ट बीटा स्ट्रैंड्स अक्सर प्रोटीन संरचनाओं में होते हैं वे इस तरह से लेते हैं 4 इस प्लाट को बनाने के लिए और देखते हैं कि कई चोटियां हैं तो प्रत्येक चोटी एक बीटा स्ट्रैंड का प्रतिनिधित्व करती है उदाहरण के लिए इस मामले में यह 1 2 3 4 है अगर यह 4 है तो 4 से 7 जो अवशेष 4 से 7 है क्योंकि 4 अवशेष सेगमेंट ये एक बीटा स्ट्रैंड से मेल खाते हैं और फिर हम अंतिम सुधार कर सकते हैं पसंदीदा अवशेषों के आधार पर एन टर्मिनल या सी टर्मिनल और साथ ही पैटर्न हैसही यदि आपके पास कोई पैटर्न है तो आप पैटर्न को समाप्त होने तक पैटर्न का विस्तार कर सकते हैं तो इसी तरह हम बीटा स्ट्रैंड्स की पहचान करने के लिए अंतिम सुधार कर सकते हैं इसलिए यदि हेलिक्स और स्ट्रैंड दोनों हैंसही तो हमें 8 अवशिष्टों में से एक के लिए आकृति बनानी होगी जो कि 8 के लिए है यह 8 अवशेषों के लिए है और आप एक छोटे से इस आकृति को देख सकते हैं यह आकृति जो 4 अवशेषों के लिए है एक हेलिक्स के लिए है एक स्ट्रैंड के लिए है तो हम पैटर्न को देखते हैं कई मामलों में यह अलग है यहां एक है एक हेलिक्स यहां है और यह और स्ट्रैंड कहीं हेलिक्स और स्ट्रैंड अलग अलग अलग स्थान हैं इसलिए यदि हम ऐसा करते हैं तो हम हेलिसेस और स्ट्रैंड्स की घटना में भेदभाव कर सकते हैं हम 4 अवशेषों 8 अवशेष खंडों के बीच कुछ ओवरलैप देख सकते हैं फिर आप मान प्राप्त कर सकते हैं और संख्याओं की तुलना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि क्या यह हेलिक्स या स्ट्रैंड हो सकता है सही आप इस सेगमेंट को प्राप्त कर सकते हैं और औसत मूल्य देख सकते हैं औसत मूल्य के आधार पर हम यह तय कर सकते हैं कि यह एक हेलिक्स हो सकता है या यह एक स्ट्रैंड हो सकता है तो अब कक्षाओं के आधार पर 3 अलग अलग तरीके हैं तो आप हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफाइल का उपयोग करके द्वितीयक संरचना का अनुमान लगा सकते हैं